तो हमारे पास कुछ वांछनीय व्यवहार पैटर्न हैं और हम उन व्यवहार पैटर्न को प्राप्त करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि तापमान एक निश्चित समय में बढे और फिर स्थिर हो जाए फिर कुछ देर बाद इस तरह की चीजों को कम करें तो स्पष्ट रूप से हम इसे प्राप्त करते हैं हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं हम उसके साथ आउटपुट की तुलना करके इसे प्राप्त करते हैं और फिर तुलना करने में सक्षम होते हैं हमें आउटपुट फीड करने की जरूरत है जिसे सेंसर द्वारा किया जाता है मुझे माफ करना यह वापस यहां जाता है तो आप इसे सेंसर द्वारा करते हैं तथा जब आप तुलना करते हैं तो आप यहां कुछ गलतियां पाते हैं जिसे एरर के रूप में जाना जाता है तो आप कंट्रोलर को एरर देते हैं तो कंट्रोलर नोड जानता है कि कौन सा कंट्रोल इनपुट देना है जिससे एरर कम से कम हो अब नियंत्रक वास्तव में मूल रूप से एक कंप्यूटिंग सिस्टम है तो इसका इनपुट वास्तव में तार्किक है यह भौतिक इनपुट नहीं है इसलिए यदि प्लांट में अगर आप कुछ प्रोसेस वेरिएबल बदलना चाहते हैं तो आपको स्टीम फ्लो रेट बदलना होगा या आपको कुछ मोशन बदलने कुछ वॉल्व पोजिशन बदलने आदि आदि करने होंगे इसलिए कुछ फिजिकल चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको एक्चुएटर चाहिए तो एक्चुएटर का काम एक भौतिक परिवर्तन उत्पन्न करना है जो नियंत्रक द्वारा आदेशित तार्किक परिवर्तन के समानुपाती होता है और फिर अगर भौतिक परिवर्तन होता है तो संयंत्र का उत्पादन इस तरह से बदलेगा कि एरर कम हो जाएगी तो यह नियंत्रण का काम है तो अब देखते हैं तो हमने प्रमुख तत्व की पहचान की है जो कि सेंसर एक्ट्यूएटर और कंट्रोलर हैं अब हमें यह वांछित मूल्य किससे मिलता है यह हमें स्तर 2 से मिलता है जो कि पर्यवेक्षी नियंत्रक इस वांछित मूल्य की गणना करता है तो यहाँ हमारे पास ये दो हैं हमारे पास स्तर शून्य है यहाँ हमारे पास स्तर एक है और यहाँ हमारे पास स्तर दो है तो इनके बीच यह संबंध है आइए अब इनमें से प्रत्येक स्तर को देखें तो पहले हम एक सेंसर को देखते हैं तो सेंसर का काम क्या है इसका काम एक सूचना का उत्पादन करना है जो एक भौतिक चर का प्रतिनिधित्व करता है तो स्पष्ट रूप से कुछ परिवर्तनशील रूपांतरण की आवश्यकता है यह जानकारी आम तौर पर पहले विद्युत रूप में प्राप्त की जाती है और उसके बाद इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके शुद्ध सूचना रूप में परिवर्तित किया जाता है तो क्या आवश्यक है बहुत सरल सबसे पहले आपको कुछ ऐसा चाहिए जो भौतिक माध्यम को मान लें कि तापमान को बदल देगा यह किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा ताकि कुछ विद्युत संकेत उत्पन्न किया जा सके तो शायद संवेदन तत्व इसे प्रतिरोध परिवर्तन में बदल देगा अब यह प्रतिरोध परिवर्तन अभी भी एक विद्युत संकेत नहीं है जिसे हेरफेर किया जा सकता है इसलिए आपको सिग्नल कंडीशनिंग की आवश्यकता है इसलिए आप इस प्रतिरोध को किसी पुल में डालते हैं और एक वोल्टेज उत्पन्न करते हैं जो इस प्रतिरोध के समानुपाती होता है तो ये सभी आनुपातिक हैं यह इसके समानुपाती है और यह इसके समानुपाती है तो अंत में वोल्टेज तापमान के समानुपाती होता है अब इस वोल्टेज में विभिन्न अशुद्धियों डिस्टरबेंस हो सकते हैं इसलिए आप इस पर कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं ताकि आपको अधिक सटीक वोल्टेज मिले या आप इसकी ताकत बढ़ाएं या कुछ करें फिर इस बिंदु पर आप इसे सूचना के रूप में प्राप्त कर चुके हैं यह अब एक भौतिक प्रक्रिया चर नहीं है न ही विद्युत यह अब एक सूचना है तो इस सूचना का अब उपयोग किया जाना है इसलिए इसे किस अर्थ में उपयोग किया जाता है ताकि आप इसे प्रदर्शित कर सकें या आप इसे नियंत्रक को प्रेषित कर सकें या आप इसे किसी डेटाबेस में स्टोर कर सकें तो अंत में आपको इसका उपयोग करना होगा ताकि यहां आपको एक डिस्प्ले मिल सके तो टारगेट हैंडलिंग तत्वों द्वारा यह एक डिस्प्ले हो सकता है या यह एक नेटवर्क कार्ड हो सकता है तो यह एक नेटवर्क इंटरफ़ेस हो सकता है जिसके द्वारा इसे प्रसारित किया जाएगा या यह एक डिस्क हो सकती है जिस पर इसे संग्रहीत किया जाएगा तो सिग्नल के उपयोग के आधार पर आपको इससे निपटना होगा तो मूल रूप से यह तब होता है जब आप एक औद्योगिक सेंसर कहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से एक संवेदन तत्व मिलेगा आजकल आपको कुछ सिग्नल कंडीशनिंग तत्व भी मिलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की कठोरता के कारण यह सिग्नल कंडीशनिंग सेंसर में ही स्थानांतरित हो रही है आपके पास फ़िल्टरिंग जैसी कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग हो सकती है और फिर अंत में इसे डिस्प्ले में इस्तेमाल किया जाएगा तो यह एक सेंसर है अब हम कुछ विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं तो स्पष्ट रूप से आपके पास एक संवेदन तत्व है जिसका उल्लेख करने की आवश्यकता है कि औद्योगिक संवेदक मूल संवेदन तत्व के अलावा वे आपको अन्य सुरक्षात्मक तत्वों को भी जानते हैं जैसे यदि आपके पास थर्मोकपल है मूल रूप से एक थर्मोकपल या तो जैसा कि हमने देखा है कि वे हैं जैसा कि हम देखेंगे कि वे वास्तव में तारों के दो टुकड़े हैं अब जब आप तापमान को औद्योगिक रूप से मापने की कोशिश कर रहे हैं तो आप तार के उन दो टुकड़ों को सीधे आग में नहीं डालते हैं तो आप जो करते हैं वह यह है कि आपके पास वह है जिसे थर्मो वेल कहा जाता है इसलिए आप थर्मोकपल को उन दो तारों को थर्मो वेल में डालते हैं और आप थर्मो वेल को भट्टी में डालते हैं ताकि यह नष्ट न हो इसलिए जब मैं कहता हूं कि एक संवेदन तत्व एक संवेदन तत्व हमेशा पैकेजिंग के साथ आता है और इस पैकेजिंग का लूप के नियंत्रण प्रदर्शन पर कुछ प्रभाव हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी गतिशीलता है आप जानते हैं कि थर्मो वेल ने थर्मोक्यूल्स में समय स्थिरांक पेश किए हैं जिसे हम आगे चल कर देख लेंगे तो हमारे पास अब एक संवेदन तत्व है संवेदन तत्व के बाद हमारे पास सिग्नल कंडीशनिंग और प्रसंस्करण है तो सिग्नल कंडीशनिंग का काम विद्युत रूप में स्थानांतरित करना है और फिर सिग्नल प्रोसेसिंग का काम आगे की प्रक्रिया में कुछ सुधार करना है जैसे आप रैखिककरण करना जानते हैं मान लीजिए कि वर्ग के अनुसार कुछ सिग्नल बदल रही हैंऔर हम इसे रैखिक रूप से चर बनाना चाहते हैं इसलिए हम उनका वर्गमूल कर सकते हैं डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए हमारे पास एक फिल्टर हो सकता है हम पूर्वाग्रह एकत्र कर सकते हैं हम जो चाहें पूर्वाग्रह जोड़ सकते हैं तो सामान्य सिग्नल कंडीशनिंग में इसका मतलब है कि विद्युत रूप में परिवर्तित करना आम तौर पर यह एनालॉग और डिजिटल भी हो सकता है तो आपके पास डिजिटल प्रोसेसिंग के बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंडीशनिंग है अब डिजिटल प्रोसेसिंग विभिन्न प्रकार की हो सकती है इसलिए डिजिटल प्रोसेसिंग फ़िल्टरिंग के लिए हो सकती है डिजिटल प्रोसेसिंग डायग्नोस्टिक्स कैलिब्रेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो सकता है यह बहुत आधुनिक कार्यक्षमता है यदि आपके पास माइक्रोप्रोसेसर है तो आपके हाथ में बहुत अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है इसलिए आप केवल फ़िल्टरिंग करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप उदाहरण के लिए शायद पता लगा सकते हैं कि थर्मोकपल का तार टूट गया है या नहीं तो क्या सेंसर बिल्कुल काम कर रहा है तो क्या वह डायग्नोस्टिक्स है Does it go back हाँ तो यह ठीक वापस नहीं जाता है तो यह डायग्नोस्टिक्स है कभी कभी आप सेंसर विशेषताओं को नीचा दिखा सकते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सेंसर एक पूर्वाग्रह विकसित करता है आपके पास वास्तव में पूर्वाग्रह का पता लगाने के लिए एल्गोरिदम हो सकते हैं और आप इसे कर सकते हैं इसका अपना अंशांकन आप मेरे पास मौजूद जानकारी भेज सकते हैं यानी सेंसर एक सूचना भेज सकता है या सेंसर से पूछताछ की जा सकती है और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसने एक पूर्वाग्रह विकसित किया है तो इसकी रीडिंग की अधिक सटीकता के अनुसार व्याख्या की जाएगी या यह अपना स्वयं का कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन कर सकता है आप जानते हैं कि लोग जेनेरिक डिवाइस भेजते हैं जो लचीले रूप से कॉन्फ़िगर करने योग्य होते हैं तो अगर इसमें एक फ़िल्टर है तो फ़िल्टर का समय स्थिरांक क्या होगा जो इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस सिग्नल को फ़िल्टर कर रहा है सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है जो इसे फ़िल्टर कर रहा है तो अगर यह सेंसर कर रहा है अगर यह प्रवाह सेंसर फ़िल्टर कर रहा है तो इसकी बैंडविड्थ तापमान सिग्नल फ़िल्टर करने से बड़ी होगी इसलिए इन फिल्टरों को स्वचालित रूप से सेट करना भी संभव हो सकता है ताकि ऐसी चीजें डिजिटल प्रोसेसिंग द्वारा की जा सकें साथ ही एक अन्य प्रमुख कार्य संचार है तो आजकल सभी सेंसर होने जा रहे हैं आप जानते हैं कि संचार सक्षम है इसलिए वे या तो नेटवर्क से जुड़ सकते हैं या वे किसी दूरस्थ टर्मिनल यूनिट से जुड़ेंगे जिससे नेटवर्क से जुड़ जाएगा तो कुछ है इस संचार कार्य के लिए भी डिजिटल प्रोसेसिंग की जाती है इसके बाद अंत में सिग्नल सुरक्षा और ट्रांसमिशन होता है जो अंत में आपको सिग्नल प्रसारित करने के लिए आवश्यक हर चीज के लिए होता है इसलिए आपके पास एक नेटवर्क इंटरफ़ेस हो सकता है या कभी कभी आपके पास वर्तमान कनवर्टर के लिए वोल्टेज हो सकता है यदि आपके पास 4 से 20 मिली एम्पीयर ट्रांसमिशन है तब आपके पास वर्तमान कनवर्टर के लिए एक वोल्टेज हो सकता है यदि आपके पास RA422 प्रकार का संचरण है तो उनके पास निर्दिष्ट वोल्टेज स्तर हैं तो आपको उसका वोल्टेज रूपांतरण करना होगा इसलिए जो मैं दिखाना चाहता था वह यह है कि यदि आप एक विशिष्ट औद्योगिक सेंसर प्रणाली को देखेंगे तो इसमें क्या होगा और इसमें क्या शामिल होगा वे क्या करते हैं इसलिए यदि आपको चाहिए एक कंपनी से एक स्मार्ट तापमान संवेदक खरीदें और या यदि आप इसके ब्रोशर के माध्यम से जाते हैं तो आप आमतौर पर पाएंगे कि ये कार्यात्मकताएं कार्यक्षमता समर्थित होंगी इतना कहने के बाद आइए हम अगले तत्व को देखें जो एक्चुएटर है तो एक्चुएटर्स क्या करते हैं एक्चुएटर्स जैसा कि मैंने कहा कि वे नियंत्रक से तार्किक इनपुट लेते हैं और फिर वे इसे एक भौतिक संयंत्र में परिवर्तित करते हैं यही वे करते हैं अब स्पष्ट रूप से इसके लिए क्या आवश्यक है परिवर्तनशील रूपांतरण आवश्यक है और आम तौर पर एक बात बहुत आवश्यक है कि ये तार्किक इनपुट सिर्फ तार्किक हैं उनके पास शक्ति नहीं है उनके पास जानकारी है इसलिए आपको बहुत अधिक पावर एम्प्लीफिकेशन न करना होगा यदि आप किसी भट्टी में तापमान बढ़ाना चाहते हैं तो केवल यह कहने से कि आप माइक्रोप्रोसेसर से संकेत दे रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला है तो आपको सिग्नल लेना होगा और फिर आपको आपको कुछ बड़े फ्यूल इंजेक्शन वाल्व को स्थानांतरित करना होगा फिर आपको पंखे की गति को बदलना होगा जो भट्ठी में हवा डाल रहा है और आपको दहन दर को ही बढ़ाना होगा तो तापमान बढ़ेगा इसलिए यहां दो काम किए गए हैं एक है परिवर्तनशील रूपांतरण दूसरा है बड़ी मात्रा में पावर एम्प्लीफिकेशन न करना है तो यही एक्चुएटर द्वारा किया जाता है अब एक्ट्यूएटर्स को अब हमें यह याद रखना होगा कि यहां हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली चीज है और इतना ही नहीं हम सटीक नियंत्रण रखना चाहते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य सटीक नियंत्रण रखना है तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है जिसे ठीक से नियंत्रित करना होगा तो उसके लिए हम हमेशा फीडबैक कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं इसलिए एक्चुएटर स्वयं वास्तव में प्रतिक्रिया नियंत्रण उपकरण हैं जो वे स्वयं प्रतिक्रिया लेते हैं उदाहरण के लिए जब विमान उड़ रहा होता है तो उसे अपनी नियंत्रण सतह को स्थानांतरित करना पड़ता है जिससे भारी मात्रा में वायुगतिकीय भार प्राप्त होता है और ये नियंत्रण सतह की गति बहुत बहुत सटीक होनी चाहिए इसलिए जब तक आप इस एक्ट्यूएटर को लागू नहीं करते हैं जो इस मामले में नियंत्रण सतह गतिविधि है जब तक कि आप मोटर की गति को इस फीडबैक में नहीं डालते हैं तब तक आप कभी भी उस सटीकता को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए एक्ट्यूएटर्स आमतौर पर स्वयं एक कंट्रोल लूप होते हैं तो उनके पास अपने स्वयं के सेंसर हैं उनके नियंत्रक भी हैं कभी कभी उनके पास कुछ एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग होती है उदाहरण के लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जानते हैं कि कुछ नियंत्रक कुछ नियंत्रण इनपुट दे सकते हैं लेकिन उस नियंत्रण इनपुट में कुछ आवृत्तियों को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि वे अनुनाद पैदा करते हैं वे बहुत अधिक कंपन पैदा कर सकते हैं तो ऐसे मामले में आप सिग्नल प्रोसेसिंग कर सकते हैं वह इनपुट दिया गया है लेकिन उस आवृत्ति को फ़िल्टर किया गया है तो इस तरह की सिग्नल प्रोसेसिंग की जा सकती है और जाहिर तौर पर पावर एम्प्लीफिकेशन कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिकल पावर एम्प्लीफिकेशन किया जाता है तो आप सर्वो एम्पलीफायरों के रूप में जाने जाने वाले का उपयोग करते हैं तो सर्वो एम्पलीफायर कमजोर सिग्नल लेंगे और सटीक सटीक आनुपातिक रूप से उन्हें गुणा करेंगे लेकिन बहुत अधिक पावर एम्प्लीफिकेशन के साथ अब इसके बाद अब आपके पास कुछ वास्तव में एक एक्चुएटर्स में इतनी पावर एम्प्लीफिकेशन आवश्यक है कि यह हमेशा चरणों में किया जाता है तो आपके पास पहले एक स्तर का पावर एम्प्लीफिकेशन है जो विद्युत स्तर में है तो आप एक विद्युत संकेत लेते हैं और उसकी विद्युत शक्ति को बढ़ाते हैं लेकिन उसके बाद आपको शक्ति को और बढ़ाना पड़ता हैअक्सर ऐसा होता है कि हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों में जाते हैं यदि आपके पास मोटर चालित एक्चुएटर है तो कभी कभी इसे सीधे पावर एम्पलीफायर से संचालित किया जाता है या कभी कभी इसे हाइड्रोलिक या वायवीय उपकरणों का उपयोग करके भी चलाया जा सकता है आप जानते हैं कि इसके कुछ फायदे हैं विशेष रूप से हाइड्रॉलिक्स कम मात्रा में बहुत अधिक बिजली संभाल सकते हैं तो एक छोटी हाइड्रोलिक मोटर में आप बहुत अधिक शक्ति संभाल सकते हैं इसलिए जब हमारे पास बड़े बिजली उपकरण होते हैं तो हम हाइड्रोलिक और वायवीय का उपयोग करते हैं इसलिए वे भी एम्पलीफायर की तरह हैं वे भी पावर एम्पलीफायरों की तरह हैं केवल वे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल लेते हैं इसलिए आपके पास इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक है या आपके पास इलेक्ट्रो न्यूमैटिक आमतौर पर एक्ट्यूएटर्स हैं अंत में इस समय आपने वह आवश्यक प्रक्रिया इनपुट उत्पन्न कर लिया है जिसे आप बहुत अधिक शक्ति के साथ उत्पन्न करना चाहते थे उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक हाइड्रोलिक तत्व है तो यह अंत में क्या उत्पादन करेगा यह संभवतः एक वाल्व के तने पर लगाया जाएगा ताकि वाल्व की धारा के लिए अत्यधिक दबाव बनाया जा सके तो फिर भी आपके पास वाल्व होना चाहिए क्योंकि आप प्रवाह को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रवाह नियंत्रित करना चाहते है तो इसे नियंत्रित करने के लिए आपको वाल्व को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है यह अंतिम वास्तविक तत्व है इसलिए आपके पास नियंत्रण वाल्व है अब आपको इसे खोलने या बंद करने की आवश्यकता है अब आप इसे कैसे खोलते या बंद करते हैं इसलिए आपको इसके स्टीम को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है इसलिए यह हाइड्रोलिक सिस्टम वास्तव में स्टीम को स्थानांतरित करेगा यह सेंसर स्टीम की स्थिति भेजेगा और यह नियंत्रक ऐसे इनपुट देगा कि यहाँ वांछित स्टीम की स्थिति है तो यह नियंत्रक इनपुट देगा इसलिए यह कुल बंद लूप संचालित वाल्व एक्ट्यूएटर है जो संयंत्र में प्रवाह को नियंत्रित करेगा जो बदले में तापमान को नियंत्रित कर सकता है तो इस ऑपरेशन को समझने के बाद आइए अब एक्ट्यूएटर को देखें आइए देखते हैं कि हम एक्ट्यूएटर्स के लिए क्या करने जा रहे हैं तो औद्योगिक एक्चुएटर सिस्टम आपको फिर से मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसिंग मिलेगी आपको पावर एम्पलीफिकेशन मिलेगा जैसा कि हमने कहा है आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वायवीय या यांत्रिक तत्व मिलेंगे आपको सटीकता के लिए फीडबैक नियंत्रण मिलेगा सटीक मूल्य तक पहुंच जाएगा आपको बहुत सारे सहायक उपकरण मिलेंगे क्योंकि इन उपकरणों को संचालित करना पड़ता है वे आम तौर पर बिजली के उपकरण होते हैं इसलिए उन्हें स्नेहन शीतलन फ़िल्टरिंग आदि के लिए अतिरिक्त सहायक प्रणालियों की आवश्यकता होगी आपके पास सबसिस्टम हो सकते हैं जो रिमोट ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं इनमें से कुछ एक्चुएटर्स को केवल पास से संचालित करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें दूर से संचालित किया जा सकता है जिसे नियमित रूप से बिजली प्रणालियों में किया जाता है जब आपके पास मानव रहित सबस्टेशन होते हैं तो तो आप एक स्विच को कैसे बंद करते या खोलते हैं आप बस कुछ रिमोट कंट्रोल स्टेशन से आप सिग्नल और स्विच देते हैं और सर्किट ब्रेकर खुलता या बंद होता है तो सर्किट ब्रेकर सक्रिय हो जाता है इसी तरह सुरक्षा के लिए आप विभिन्न प्रकार के दबाव रिलीज वाल्व या विभिन्न प्रकार के इंटरलॉक पाएंगे क्योंकि ये शक्तिशाली उपकरण हैं इसलिए यदि खराबी हो तो वे दुर्घटना का कारण बन सकते हैं इसलिए खास सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह चूंकि वे कुछ मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करते हैं इसलिए आपको विशेष प्रणालियां मिलेंगी जो एक्ट्यूएटर में ही ऊर्जा बचाने की कोशिश करेंगी तो इस तरह कुछ फ़्रीव्हीलिंग या अनावश्यक ऊर्जा उपकरणों के स्विचिंग के लिए आपको इसके लिए तकनीकें मिल सकती हैं तो आम तौर पर यह वही है जो आप एक औद्योगिक एक्ट्यूएटर में पाएंगे और भविष्य की कक्षाओं में हम विभिन्न प्रकार के औद्योगिक एक्ट्यूएटर्स को विस्तार से देखेंगे तो अब हमारे पास लेवल 0 में सेंसर और एक्चुएटर हैं अब हम लेवल एक पर आते हैं जो एक स्वचालित नियंत्रण लूप है जिसे हमने पहले ही स्वचालित नियंत्रण लूप में देखा है उस समय हमने लूप के संरचनात्मक तत्वों को देखा था अब हम क्या कह रहे हैं अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि लूप क्या करने वाला है लूप का काम क्या है कृपया मुझे इस से लॉक करने दे इसलिए कंट्रोलर का काम सेट पॉइंट को बनाए रखना है जो सुपरवाइजरी कंट्रोल से आता है तो सेट प्वॉइंट क्यों बदलना चाहिए ऐसा क्यों है एक बार सावधानी से सेट कर दूं तो क्यों बदलूं यह डिस्टर्बेंस के कारण बदल जाता है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप धातु काट रहे हैं अब धातु सजातीय है यह वह धातु है जो काटी जा रही है एक टुकड़ा है एक स्टील है जो सजातीय नहीं है आपने एक काटने की विशेष गति कट की गहराई फ़ीड निर्धारित की है आपने सेट किया है और मशीन घूम रही है अब मान लीजिए कुछ ऐसे हिस्से आते हैं जहां सामग्री का घनत्व अलग है तो गति कम हो जाएगी और काटने की गुणवत्ता ग्रस्त हो जाती है और कच्चे माल में आपको किस तरह के भौतिक गुणों की आपूर्ति की जाएगी इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है तो उदाहरण के लिए मान लें कि आपके पास एक रोलिंग मिल है एक रोलिंग मिल में शाफ्ट पर लोड होना दो चीजों पर निर्भर करता है उस सामग्री पर निर्भर करता है जिसे आप रोलिंग कर रहे हैं और उसके तापमान पर निर्भर करता है वास्तव में मेरा मतलब है कि हम हॉट रोलिंग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जैसा कि आप अलग अलग हैं इसलिए यदि तापमान बदलता है तो मोटर पर भार काफी भिन्न होगा और इसलिए गति अलग अलग होगी अब आप इसकी अनुमति नहीं देना चाहते हैं तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि इन लोड डिस्टरबेंस के कारण यदि आप एक विशेष गति निर्धारित करते हैं जो प्राप्त नहीं हो सकती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास फीडबैक नियंत्रण है साथ ही सेंसर डिस्टरबेंस भी हो सकता है फीडबैक गलत हो सकता है तो यह मूल रूप से इन दोनों के कारण है नियंत्रण की समस्या गैर तुच्छ हो जाती है और कई अन्य चीजें भी हो सकती हैं उदाहरण के लिए एक चीज जो नियमित रूप से होती है वह है एक्चुएटर सैचुरेशन एक्ट्यूएटर्स सैचुरेशन में यह एक बहुत ही नियमित चीज है यानी एक्ट्यूएटर वास्तव में प्लांट में पर्याप्त इनपुट नहीं चला सकता है जैसा कि कंट्रोलर चाहता है वास्तव में कंट्रोलर एक्ट्यूएटर पर अनुचित मांग करता है जिसे एक्ट्यूएटर नहीं दे सकता तो यह इन चीजों के कारण है कि नियंत्रण की समस्या प्राथमिक नहीं है और आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ हैं आइए हम विभिन्न प्रकार की चीजों को देखें जो आपको एक औद्योगिक नियंत्रक में मिलती हैं तो स्वत नियंत्रण को फिर से देखें मुझे इसका उल्लेख करना चाहिए यह मैंने उल्लेख नहीं किया है कि यह दो प्रकार का हो सकता है पहला प्रकार वह है जिसे मैं निरंतर चर नियंत्रण कहता हूं जो कि हम आपसे पहले ही परिचित हैं हम में से अधिकांश ने स्वचालित नियंत्रण प्रणाली या नियंत्रण प्रणाली या नियंत्रण इंजीनियरिंग नामक पाठ्यक्रम लिया है तो वहाँ हम मुख्य रूप से निरंतर चर नियंत्रण का अध्ययन करते हैं जहाँ हम एक चर के मान को नियंत्रित करने में रुचि रखते हैं मान लीजिए कि तापमान 200˚C है जहाँ तापमान इस अर्थ में एक निरंतर चर है कि यह लगातार मान कर सकता है यह कोई भी मूल्य ले सकता है तो इस नियंत्रण में हम एनालॉग निरंतर प्रक्रिया चर को नियंत्रित करते हैं जो कि ठीक है और आमतौर पर हम वही लागू करते हैं जो हम क्लोज लूप नियंत्रण से समझते हैं जिसे आपने देखा है तो मुख्य उद्देश्य सेट पॉइंट्स को ट्रैक या होल्ड करना है अर्थात आउटपुट को सेट पॉइंट का पालन करना चाहिए यदि सेट पॉइंट बदलता है तो इसे ट्रैक करना चाहिए यदि सेट पॉइंट स्थिर है तो इसे होल्ड करना चाहिए डिस्टरबेंस के बावजूद इसे डिस्टरबेंस को दोनों सेंसर के साथ साथ लोड में डिस्टरबेंस साथ ही एक्चुएटर में भी अस्वीकार करना चाहिए अब इस उद्देश्य के लिए यह कहा जाता है कि सभी औद्योगिक नियंत्रकों में से लगभग 80 85 से अधिक नियंत्रकों का एक विशेष वर्ग है जिसे पीआईडी नियंत्रक कहा जाता है इसलिए वे आम तौर पर इस नियंत्रण एल्गोरिदम को एक सामान्य रूप में उपयोग करते हैं हालांकि कुछ मामलों में आप कुछ विशेष प्रयोजन नियंत्रकों का उपयोग कर सकते हैं अब क्योंकि वे सामान्य हैं उन्हें एक विशिष्ट संयंत्र के लिए ट्यून करना होगा इसलिए आपको उस विशिष्ट प्लांट के लिए नियंत्रक लाभ निर्धारित करना होगा और इसे ट्यूनिंग कहा जाता है इसलिए ये नियंत्रक ट्यून करने योग्य होते हैं और उन्हें समय समय पर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है और वे आम तौर पर डिजिटल रीयल टाइम सिस्टम पर लागू होते हैं जैसे मूल रूप से एक इंटरफेस के साथ एक प्रोसेसर सिस्टम सेंसर के साथ और एक्ट्यूएटर्स के लिए एक इंटरफेस के साथ तो यह एक प्रकार का माइक्रोप्रोसेसर आधारित सिस्टम है और ये आम तौर पर बहुत सस्ती होती हैं आमतौर पर एक नियंत्रण प्रणाली उस संयंत्र की लागत का 5 से कम होती है जिसे वह नियंत्रित करता है तो नियंत्रक वास्तव में बहुत सस्ता है हालांकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है तो अब यही है जो आप स्वचालित नियंत्रण में पाते हैं अब हम स्वत निरंतर चर नियंत्रण करते हैं इसी तरह आपके पास अनुक्रम या असतत घटना नियंत्रण है अब असतत घटना नियंत्रण में आपके पास यह है कि आपके पास असतत मूल्यवान प्रक्रिया चर का नियंत्रण है जो चर हैं जो निरंतर मान नहीं ले सकते हैं लेकिन या तो वे असतत मान लेते हैं जैसे कि निम्न मध्यम उच्च तो आपको नियंत्रण करना होगा इसलिए अब यदि हम सभी स्थिर मूल्यों को महत्व देते हैं तो मूल्य को नियंत्रित करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है तो आप क्या नियंत्रित करते हैं तो आप अनुक्रम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं आप समय को नियंत्रित करते हैं अर्थात कब यह वाल्व बंद होगा वाल्व खुलने के पांच मिनट बाद आपको पंप पर स्विच करना चाहिए और इसी तरह पंप बंद होने के दो मिनट बाद आपको वाल्व को बंद कर देना चाहिए इसलिए ऐसी नियंत्रण को असतत घटना नियंत्रण कहा जाता है तो जाहिर है कि वे ऐसे सेंसर का उपयोग करते हैं जो असतत भी होते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि सीमा स्विच सिर्फ यह समझती है कि कुछ इस स्थिति में है या उस स्थिति में दबाव स्विच सेंसर चाहे दबाव उच्च या निम्न हो फोटो स्विच सेंसर का कोई हिस्सा कन्वेयर बेल्ट पर रखा गया हो या नहीं तो आप इस तरह के सेंसर का उपयोग करते हैं आप में से बहुत से लोग इंटरलॉक या अलार्म जानते हैं इसलिए आप इस विशिष्ट हार्डवेयर में इंटरलॉक और अलार्म प्रोसेसिंग करते हैं जिसका उपयोग असतत घटना नियंत्रकों के लिए किया जाता है जो कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर औद्योगिक पीसी और कभी कभी बहुत ही खास उद्देश्य समर्पित प्रोसेसर हो सकते हैं इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं हैं इसलिए आपके पास स्थिति अनुक्रमण और समय नियंत्रण है इसलिए उनके बारे में एक अच्छी बात यह है कि जब तक नियंत्रण तर्क नहीं बदलता है तब तक उन्हें ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है तो यह स्वचालित नियंत्रण की कहानी है अब हम एक आखिरी चीज जिसे हम यहां पर्यवेक्षी नियंत्रण कहते हैं पर विचार करेंगे और हम आज यहां रुकेंगे क्योंकि उत्पादन नियंत्रण और उद्यम नियंत्रण हम इस पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करने जा रहे हैं इसलिए हम उन्हें बाद में पेश करेंगे यदि हमारे पास इस पाठ्यक्रम में एक या दो परिचयात्मक पाठ्यक्रम होगा तो आइए इन तस्वीरों को देखें यह तस्वीर बताती है कि एक सुपरवाइजरी कंट्रोलर क्या करता है इसलिए पहले हमने एक कंट्रोल लूप देखा था अब मुझे लगता है कि यह वह प्रक्रिया है जिसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया है यह कंट्रोल लूप का फीडबैक है लेकिन हमारे यहां कई कंट्रोलर हैं तो मान लीजिए कि एक कंट्रोलर काम कर रहा है तो जैसा कि हमने कहा है कि सुपरवाइजरी कंट्रोलर क्या करता है यह कमांड देता है यह सेट पॉइंट देता है यानी स्वचालित कंट्रोलर सिर्फ एक तापमान बनाए रखता है यह नहीं जानता कि किस तापमान को बनाए रखना है यदि यह कहा जाता है कि आप 200˚C बनाए रखते हैं तो यह 200˚ बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा लेकिन 200˚ बनाए रखना है या 115˚ बनाए रखना है यह स्वचालित नियंत्रक को नहीं पता है यह जानकारी पर्यवेक्षी नियंत्रक से आते हैं तो यह सेट पॉइंट देता है लेकिन यह एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है कि यह ऐसा नहीं होता कि हमेशा हम उसी नियंत्रक का उपयोग करने जा रहे हैं उदाहरण के लिए नियंत्रक जिसे आप उस समय के दौरान उपयोग कर रहे होंगे जब संयंत्र एक ठंडी स्थिति या जब एक संयंत्र बंद हो जाता है तो वे वास्तव में पूरी तरह से अलग नियंत्रण कानून होते हैं तो आपके पास एक से अधिक नियंत्रण कानून हो सकते हैं इसलिए यदि आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप इस कंट्रोलर का उपयोग करते हैं यदि आप शट डाउन कर रहे हैं तो आप दूसरे कंट्रोलर का उपयोग करते हैं यदि आप सामान्य ऑपरेशन करते हैं तो आप दूसरे कंट्रोलर का उपयोग करते हैं इसलिए आपको यह आदेश देना होगा कि किस नियंत्रक को कब उपयोग करना है ताकि वह आदेश पर्यवेक्षी नियंत्रक से आए तो यह विभिन्न प्रकार के आदेश देता है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई है या कुछ उपकरण में कुछ खराबी है तब तुरंत आपको आपातकाल रूप से बंद करना होगा तो पर्यवेक्षी नियंत्रक को यह समझना चाहिए कि कोई खराबी है वह कैसे समझता है क्योंकि यह प्रक्रिया इनपुट और आउटपुट भी प्राप्त करता है इसलिए इस प्रक्रिया के इनपुट और आउटपुट के आधार पर यह हमेशा यह जांचने के लिए गणना करता है कि सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं अगर यह तुरंत कुछ समस्या पाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदेश देगा कि किस नियंत्रक का उपयोग कब किया जाए तो एक पर्यवेक्षी नियंत्रण वास्तव में कई स्वचालित नियंत्रकों का प्रबंधन करता है इसलिए आइए देखें कि इसका आधार क्या है तो पर्यवेक्षी नियंत्रण की विशेषताएं क्या हैं तो पहला बिंदु सेट पॉइंट गणना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सेट पॉइंट गणना ऊर्जा गुणवत्ता और उत्पादन मात्रा के दृष्टिकोण से निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है जब तक आप उचित सेट पॉइंट नहीं देंगे तब तक आपको निश्चित गुणवत्ता का उत्पाद नहीं मिलेगा जिस से इसके उत्पादन में बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद होगी और उत्पादन की मात्रा भी गिर जाएगी इसलिए पर्यवेक्षी नियंत्रण इतना महत्वपूर्ण है और यह कभी कभी होता है और यह अक्सर अनुभवी ऑपरेटरों द्वारा मैन्युअल रूप से किया जाता है इसलिए यह मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद जरूरी है तो यह बंद हो जाता है और विभिन्न प्रकार के आपातकालीन संचालन करता है यह पुनर्संरचना और ट्यूनिंग को नियंत्रित करता है आपको समय समय पर नियंत्रक को बदलना पड़ सकता है यह प्रदर्शन की निगरानी करता है क्या लूप ठीक से ट्यून किया गया है क्या कोई सेंसर खराबी है यह लगातार जाँच करता है यह एक ऑपरेटर इंटरफ़ेस प्रदान करता है यह ऑपरेटर को अच्छा ग्राफ़ प्रदान करता है जो देखता भी है वे आम तौर पर स्पष्ट रूप से आधारित होते हैं कि यह सब एक उपकरण के आधार पर किया जा सकता है जिसे किसी अन्य विधि से नहीं किया जा सकता है इसलिए वे वैसे ही काम करते हैं जैसा कि मैंने हार्ड सॉफ्ट हार्ड और सॉफ्ट रीयल टाइम परिदृश्य में कहा था इसलिए यह कहते हुए कि हम करेंगे वे बहुत महंगे भी हैं क्योंकि वे एक प्रक्रिया के लिए विशिष्ट हैं हम इस स्लाइड को एक साथ छोड़ देंगे क्योंकि हम इस चीज़ में विभिन्न तत्वों को देख रहे हैं जैसे उत्पाद प्रक्रिया शेड्यूलिंग सामग्री प्रबंधन रखरखाव प्रबंधन सूची प्रबंधन गुणवत्ता प्रबंधन और संसाधन अनुकूलन तकनीकी जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि वे ऑनलाइन हो सकते हैं लेकिन वे वास्तविक समय नहीं हैं उनमें से कुछ ऑनलाइन हो सकते हैं तो अंत में हमारे पास इस पाठ की समीक्षा है इसलिए हमने इस व्याख्यान में क्या किया है हमने औद्योगिक स्वचालन की पदानुक्रमित संरचना को देखा है हमने स्तर 0 सेंसर और एक्चुएटर्स को देखा है कि वे क्या करते हैं और उनमें कौन सी तकनीकें पाई जाती हैं हमने स्तर 1 स्वचालित नियंत्रण को देखा हमने निरंतर परिवर्तनशील और असतत घटना नियंत्रण को भी देखा और उन्हें अलग किया हमने पर्यवेक्षी नियंत्रण को देखा और हमने समझा कि वे स्वचालित नियंत्रण से कैसे भिन्न हैं और अंत में हम सिर्फ उत्पादन नियंत्रण उद्यम नियंत्रण पर एक नजर डालते हैं हम व्यवसाय प्रबंधन संचालन पर नजर डालने नहीं जा रहे हैं तो यहाँ हमारे पास विचार करने के लिए कुछ समस्याएँ हैं उदाहरण के लिए क्या आप निरंतर चर और असतत घटना नियंत्रण के बीच के अंतरों की व्याख्या कर सकते हैं क्या आप दो या तीन अंतरों का हवाला दे सकते हैं क्या आप एक औद्योगिक सेंसर की ब्लॉक डायग्राममैटिक संरचना बना सकते हैं और एक उदाहरण दे सकते हैं मान लें कि आप कुछ औद्योगिक सेंसर का पता लगाते हैं और फिर यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न ब्लॉक आरेख क्या हैं और इसमें विभिन्न सबसिस्टम क्या हैं उनके कार्य क्या हैं क्या आप स्वत नियंत्रण को परिभाषित कर सकते हैं और इसे एक उदाहरण के साथ पर्यवेक्षी नियंत्रण से अलग कर सकते हैं और अंत में आप स्वचालन पिरामिड के प्रत्येक स्तर के लिए तीन प्रमुख कार्य बता सकते हैं तो ये आपके लिए विचार करने की समस्याएं हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद